इस मॉड्यूल में हम सिम्पलेक्स अल्गोरिथम की शुरुआत करेंगे सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एल्गोरिथ्म है आइए हम आलेखीग्राफिकल और बीजीगणितीय तरीकों को सारांश मे देखें जिसके साथ हमने पूर्व कक्षा समाप्त की थी हमने पिछले मॉड्यूल में ग्राफिकल और बीजगणितीय विधियों को देखा है और हमने यह समझा था कि जब हमारे पास दो चर होते हैं तब ग्राफिकल विधि उपयोगी है और जब हमारे पास दो से अधिक चर या बड़ी संख्या मे चर हो तो बीजगणितीय विधि का उपयोग तब किया जा सकता है लेकिन यह बड़ी संख्या में समाधान का मूल्यांकन करता है कभी कभी यह अव्यवहार्य समाधान का भी मूल्यांकन करता है और हमारे पास पहले से समझने का कोई तरीका नहीं होता है कि यह समाधान अव्यवहार्य होने वाला है तब हमें इसका मूल्यांकन करना होगा यह समझना होगा कि यह अव्यवहार्य है तो कुछ मायनों में बीजगणितीय के तीन पहलू हैं जिसमे हम एक अच्छी एल्गॉरिथ्म का सही उपयोग कर सकते है तो रैखिक प्रोग्रामिंग को तेज और बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं अब बीजगणितीय विधि अव्यवहार्य समाधानों का मूल्यांकन करती है तो क्या अव्यवहार्य खत्म करने का कोई तरीका है दूसरे क्या बेहतर समाधान का मूल्यांकन करने का कोई तरीका है और तीसरा यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम समझते हैं कि हम सबसे अच्छे समाधान तक पहुँच चुके हैं और हमे अब और मूल्यांकन नहीं करना है तो ये तीन प्रश्न बीजगणितीय विधि के अंत तक बने हुए हैं चलो बीजीय पद्धति में उसी उदाहरण पर वापस जाते हैं हमने छह समाधानों का मूल्यांकन किया और हमारे पास बीना समाधान किए पहले से यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि हमारे समाधान 3 और 4 पहले से ही अव्यवहार्य हैं अब पहला प्रश्न यह है कि क्या इनका मूल्यांकन करने का कोई तरीका नहीं है या फिर केवल शेष चार बुनियादी संभव कॉर्नर मूल्यांकन हो सके दूसरा अवलोकन है अगर हम चार कॉर्नर के बिंदुओं को देखें हमें लगता है कि उनका क्रम में मूल्यांकन किया है जहां समाधान बेहतर और बेहतर हो जाता है अब मान लेते हैं कि हमने नंबर 5 का मूल्यांकन किया था और हमारे पास 63 के साथ एक समाधान है और मान लें कि हमने दूसरे समाधान का मूल्यांकन नहीं किया है अब दूसरा समाधान मूल्यांकन करने के लिए कोई रास्ता है क्योंकि भले ही हमने दूसरे समाधान का मूल्यांकन किया हो लेकिन औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 60 आ रहा हैं ओर हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन को अधिकतम कर रहे हैं वहा समाधान 2 ओप्टिमम वैल्यू का कोई तरीका नहीं है क्यूकि अगर हम जानते हैं कि एक समाधान 63 के साथ उपलब्ध है तो यहाँ ऐसा हुआ कि हमने बेहतर और बेहतर समाधान का मूल्यांकन किया लेकिन क्या हम इसे एल्गोरिथ्म का एक विशिष्ट हिस्सा बना सकते हैं हमने इसे एल्गोरिथम का हिस्सा नहीं बनाया है क्या हम एल्गोरिथ्म का अप्रतिबंधित हिस्सा इसे बना सकते हैं अब छठे समाधान का मूल्यांकन आखरी मे करने के बजाय अगर हमने चौथे या पांचवें समाधान के रूप में मूल्यांकन किया होता तो क्या उस बिंदु पर समझने का एक तरीका है कि मैं सर्वोतम पर पहुंच गया हूं और मुझे अब मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इन तीन मुद्दों को हम एक बीजीय तरीके से संबोधित करने का प्रयास करते हैं और बाद में हम इसका विस्तार करते हैं जिसे सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम कहा जाता है तो हम उसी उदाहरण पर वापस जाते हैं जहां हमने निष्क्रिय चर जोड़े हैं वहां दो निष्क्रिय चर X3 और X4 वे औब्जैकटिव फंकशन में योगदान नहीं करते हैं वे 0 भी हैं अब हम यह मान लेते हैं कि हम बीजगणितीय विधि को एक निश्चित तरीके से शुरू करना चाहते हैं क्योंकि यहा 2 समीकरण और 4 चर हैं हम केवल एक समय में 2 चर के लिए ही हल कर सकते हैं और जिन 2 चर को हम हल करने जा रहे हैं वे मूल चर कहलाते हैं इसका मतलब यह भी है कि शेष 2f चरों को निश्चित करना होता है और वे 0 पर स्थिर हो जाते हैं वे गैर मूल चर होते हैं तो बस हम इन दोनों समीकरणों को देखकर शुरू करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है X3 और X4 को मूल चर के रूप में मान कर जिसका अर्थ है कि X1 और X2 गैर बुनियादी चर हैं और उनका मान 0 है हम X3 और X4 को मूल चर के रूप में शुरू करते हैं और हम समीकरणों को इस तरह लिखते हैं कि वे गैर मूल चर के संदर्भ में मूल चर के रूप में लिखे गए हैं पहला समीकरण है 3X13X2 21 अब इस समीकरण से हम X3 2 3X1 3X2 लिख रहे हैं अब X3 आपका मूल चर है अब दूसरा समीकरण है4X13X2X4 24 यह X4 24 4X1 3X2 के रूप में लिखा गया है तो X4 आपका मूल चर है तो औब्जैकटिव फंकशन 10X19X2 या 010X19X2 है 0 आता है क्योंकि X3 और X4 का औब्जैकटिव फंकशन में योगदान नहीं है अब इन दो समीकरणों से गैर मूल चर के संदर्भ में मूल चर के रूप में लिखे है गैर मूल चर मान 0 लेते हैं इसलिए समाधान X3 21 है X4 24 जो कि मूल संभव समाधानों में से एक है जो हमें बीजगणितीय तरीके के माध्यम से मिला है तो हमारे पास शुरुआती मूल संभव समाधान X3 21 X4 24 X1 X2 0 है क्योंकि यह गैर नकारात्मकता प्रतिबंध को संतुष्ट करता है ओर यह दो दिए गए समीकरणों को भी संतुष्ट करता है इसलिए अब हमने गैर मूल चर के संदर्भ में मूल चर लिखे हैं अब X3 21 X4 24 औब्जैकटिव फ़ंक्शन 10X1 9X2 को 0 का योगदान देगा हम अभी भी यह लिख सकते है 10X19X2 X1 और X2 अभी शून्य पर हैं अब हमारे पास X1 0 X2 0 और Z 0 के साथ एक समाधान है अब औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 0 है और हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन को अधिकतम करना चाहते हैं अब अगर हम X1 बढ़ाते हैं या हम X2 बढ़ाते हैं दोनों X1 और X2 जो की 0 पर हैं तो यह Z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है को बढ़ाया जा सकता है यदि हम X1 बढ़ाते हैं तो वृद्धि की दर 10 है और यदि हम X2 मे वृद्धि करते हैं वृद्धि की दर 9 है इसलिए हम X 1 को बढ़ाने के साथ शुरू करते हैं क्योंकि इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वृद्धि की बड़ी दर है तो हम X1 को बढ़ाते हैं और जब हम X1 बढ़ाते हैं तो हम इसे X1 को एंटर करना कहते हैं अब जैसा कि हम X1 को बढ़ाते हैं मान लें कि X1 0 पर है अब यदि हम X1 1 बनाते हैं तो X3 21 से 18 हो जाएगा ओर X4 24 से 20 हो जाएगा अगर हम X1 को 2 से बढ़ाते हैं तो X3 15 और X4 16 हो जाएगा जैसे ही X1 बढ़ता है X3 और X4 कम होने लगते हैं नकारात्मक संकेत के कारण और जैसा कि हम X1 को बढ़ाते रहते हैं उनमें से एक जल्दी से 0 बन जाएगा तो यह X3 को 0 बनाने के लिए हमें X4 को 7 से बढ़ाना है ओर X4 को 0 बनाने के लिए हमें X1 को 6 तक बढ़ाना होगा इसलिए जैसा कि हम X1 को बढ़ाते रहेंगे हैं जब X1 6 पर पहुंचेगा है तो X4 पहले 0 हो जाता है और अगर हम आगे भी X1 बढ़ाते हैं तो X4 नकारात्मक हो जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं इसलिए हम कहते हैं कि X1 को 6 तक ही बढ़ाया जा सकता है और X1 अब बेसिक होने जा रहा है क्योंकि उसका मान 0 नहीं है X4 जो 24 था अब 0 हो गया है और नॉन - बेसिक हो जाएगा इसलिए हम समीकरण मे X1 को एक बेसिक वेरियब्लेस के रूप में और X4 को एक नॉन बेसिक वेरियब्लेस के रूप में लिखते हैं तो यह समीकरण को अब इस समीकरण के रूप में फिर से लिखा गया है जिसने हमें X1 6 दिया है ओर 4X1 24 3X2 X4 के रूप में फिर से लिखा गया है और इसे और फिर से सरलीकृत कर X1 244 के रूप में लिखा गया है X16−34X2−14X4 तो अब X16 वैल्यू के साथ बेसिक हो जाता है अब हमें X3 के मूल्य का पता लगाना होगा और हम ऐसा X1 को पहले समीकरण में या X3 के लिए समीकरण में प्रतिस्थापित करके करते हैं तो अब हम X1 के इस मान का उपयोग करते हैं जो हमने लिया है और हम इसे इस X3 समीकरण में बदलते हैं ताकि हमे X3 21 3 बार X1 प्राप्त हो X1 को लिखा गया है 3X2 इसलिए जब हम यह सरलीकरण करते हैं तो हमें X33−34 X234 X4 21 18 को वह 3 मिलेगा हमारे पास 94 X2−3 X2 है तो माइनस 3X2 124 है तो हमारे पास 3 4 X2 है और फिर हमारे पास इस समीकरण से 3 4 X4 है और फिर अब हम औब्जैकटिव फंकशन को लिखते हैं क्योंकि यह मूल रूप से 010X19X2 था तो औब्जैकटिव फंकशन X1 से 0 10 गुना हो जाता है X16−34X2−14X4 इसलिए X1106−34X2−14X49 X2 तो 10 x 6 60 3049 304364 64 है जो 32 X2 और 10 104 है तो इस पहले समाधान से इस दूसरे समाधान से इस तीसरे समाधान से जो पहला समाधान है हम अब दूसरे समाधान में चले गए हैं जो हमने यहां लिखा है अब इस दूसरे समाधान में X1 6 और X3 3 है और औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 60 10 x 6 60 है तो हम अभी एक और समाधान पर चलते हैं अब फिर से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अधिकतम करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब 6032X2−52X4 X2 और X4 नॉन बेसिक हैं तो वे दोनों 0 पर हैं और इसलिए ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन का मान 60 है यदि हम X2 बढ़ाते हैं तो अब Z को और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि Z के बढ़ने से X2 अब सकारात्मक दर से बढ़ता है क्यूकि उसका गुणांक सकारात्मक है इसलिए Z की दर सकारात्मक है अब X4 को बढ़ाने से हम Z को बढ़ा नहीं सकते हैं हम वास्तव में नकारात्मक गुणांक के कारण Z को कम कर रहे हैं क्योंकि यह एक नकारात्मक गुणांक है इसलिए केवल एक ही माध्यम जो की X4 है जिसके द्वारा हम Z को बढ़ा सकते हैं X4 कम हो रहा है क्योंकि X4 0 पर है लेकिन अगर हम X4 को कम करते हैं तो X4 नकारात्मक हो जाएगा जो गैर नकारात्मकता प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा जो यहां है इसलिए हम X4 को Z को बढ़ाने का एक तरीका नहीं मानते हैं हम Z को बढ़ाने के तरीके के रूप में केवल X2 को देखते हैं और चूंकि X2 का सकारात्मक गुणांक है यह 0 पर है इसलिए यदि हम Z को बढ़ाते हैं तो हम उसे और बढ़ा सकते हैं या ओब्जेक्टिव फ़ंक्शन को बढ़ाएं अब हम देखते हैं कि हम इस X2 को किस हद तक बढ़ा सकते हैं अब जैसा कि इस समीकरण से X2 बढ़ता है आपको पता चलता है X1 कम हो रहा है उदाहरण के लिए X2 अगर 1 हो जाता है तो X1 6 34 बन जाएगा तो यह कम हो जाता है तो यह समीकरण X2 को 6 43 तक बढ़ाने की अनुमति देगा यह X2 को 8 तक जाने की अनुमति देगा यह X2 को इस 8 तक जाने देगा फिर से 6 और 34 को दोहराएगा तो सबसे अच्छी वैल्यू X2 ले सकता है जब तक X1 0 हो जाता है 6 43 जो 8 है X2 8 पर 34 X2 यह 6 हो जाएगा ओर X1 यह 0 बन जाएगा इस समीकरण को हमें यह देखना होगा क्योंकि X2 बढ़ जाता है तो यह 3 बन जाता है ओर जब X2 यह 1 हो जाता है तो यह 3 34 बन जाएगा और इस तरह X2 को 1234 तक जाने की अनुमति होगी इसलिए हमारे पास X2 यह 4 तक जा रहा है तो अब जैसा कि X2 यह 4 हो जाता है यह समीकरण X3 को पहले 0 बनाएगा और इसलिए लिमीटिंग मूल्य दो मानों में से एक छोटा है इसलिए अब हम कहेंगे कि इस समीकरण मे से X2 को X3 से बदलना होगा क्योंकि यह समीकरण X2 को 4 तक जाने की अनुमति देता है जो यहाँ है तो यह वह समीकरण है जिसका कि हम विशेष रूप से उपयोग करेंगे अब X2 इस समीकरण के बाईं ओर आएगा X3 यह 0 बन जाएगा और इस समीकरण का दाहिना हाथ की ओर जाएगा तो पिछले समाधान से X3 यह 3 34 X2 34 X4 था X2 बाएं हाथ की तरफ आता है और X3 दाहिने हाथ की तरफ आता है अब इसे 34 X2 3 X3 34 X4 और X2 अप्रतिबंधित 4 43 X3 X4 के रूप में लिखा जाता है इससे आप हर चीज को 43 से गुणा करते हैं तो आपको यह अभिव्यक्ति मिलती है अब पिछले पर वापस जाएं और X2 के संदर्भ में X1 को फिर से लिखें तो X1 यह 6 34 X2 है 14 X4 तो हम इस समीकरण से X2 को बदल देते हैं हम X2 को X1 में बदलते हैं और हम 3 X3 X4 प्राप्त करते हैं अब एक बार फिर हम वापस जाते हैं और ओब्जेक्टिव फ़ंक्शन लिखते हैं अब ओब्जेक्टिव फ़ंक्शन था 6032X2 52X4 इसलिए हम ओब्जेक्टिव फ़ंक्शन के लिए इस समीकरण में से X2 को बदलेंगे और फिर से इसे सरल बना कर यह 66 2X3 X4 प्राप्त करने के लिए लिखेंगे तो अब हमारे पास एक और समाधान है जो X2 4 X1 3 है और ओब्जेक्टिव फ़ंक्शन 66 के बराबर है X3 और X4 नॉन बेसिक है जो की 0 पर हैं अब हम Z को अधिकतम करना चाहते हैं और हमें पता चलता है कि Z को 66 से आगे बढ़ाया जा सकता है अगर हम X3 और X4 को कम करते हैं क्योंकि दोनों में नकारात्मक गुणांक हैं और अगर हम उन्हें कम करते हैं वे नकारात्मक हो जाएंगे क्योंकि वे 0 पर हैं इसलिए हम X3 और X4 को कम करने की कोशिश नहीं करते हैं इसलिए हमारे पास एक भी वैरिएबल नहीं है जो अब ओब्जेक्टिव फ़ंक्शन की वैल्यू को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है अब हम एल्गोरिदम को यह कहते हुए रोक देते हैं कि हम सबसे अच्छे समाधान तक पहुँच गए हैं और सबसे अच्छा समाधान है Z 66 के साथ X1 3 X2 4 इसलिए अब हमने एक एल्गोरिथम दिखाया या विकसित किया है या उपयोग किया है जो अनिवार्य रूप से वही करता है जो हम चाहते थे अब इस एल्गोरिथ्म ने तीन समाधानों का मूल्यांकन किया ओर इसने किसी भी असंभाव्य समाधान का मूल्यांकन नहीं किया है इसने केवल मूल व्यवहार्य समाधानों का मूल्यांकन किया इसने 4 मूल व्यवहार योग्य समाधानों में से 3 का मूल्यांकन किया और इसने बेहतर मूल्यों के साथ समाधान भी दिए औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 0 60 और 66 था जब यह 66 तक पहुंच गया तो पता चला कि यह इष्टतम पर पहुंच गया था इसने चौथे का मूल्यांकन नहीं किया तो इस तरह यह एल्गोरिथ्म बीजीय पद्धति को परिष्कृत करने और इसे बेहतर बनाने की हमारी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है यह उसी का आधार है जिसे सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम कहा जाता है और हम सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म को अगली कक्षा में एक तालिका के रूप में देखेंगे